पिछली क्लास में हमने डुअल के इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन को संबोधित किया था और हमने उदाहरण देखा और कहा कि यदि हम संसाधन के RHS की ओर के मान को थोड़ी मात्रा डेल्टा द्वारा बढ़ाते हैं और इस मान्यता के साथ कि हम 2 उत्पादों X1 और X2 के साथ बनाते हैं यदि हमने इस समस्या को हल किया है तो फिर हमने कहा कि लाभ या आय 2δ बढ़ता है तो यदि हम पहले रिसोर्स को थोड़ी मात्रा डेल्टा से बढ़ाते हैं तो लाभ या आय 2δ तक बढ़ जाता है इसलिए एक रिसोर्स का मान 1 इकाई इष्टतम पर 2 है जो मान Y1 2 है डुअल को इष्टतम पर रिसोर्स की मार्जिनल वैल्यू या सीमांत मूल्य कहा जाता है इसे शैडो प्राइस या छाया मूल्य भी कहा जाता है अब इसका क्या मतलब है अब मान लेते हैं कि मैंने इस प्राइमल को हल कर लिया है और मैंने डुअल को भी हल कर लिया है और मुझे पता है कि Y1 2 इसलिए मैं वापस जाऊंगा और Y1 2 और Y2 1 जो मुझे वही 66 देता है यह वास्तविक कीमत नहीं है यह शैडो प्राइस है क्योंकि इष्टतम पर 2 पहले संसाधन का मूल्य है 1 दूसरे संसाधन का मूल्य है और एक साथ दोनों का मूल्य 66 है जो आय के समान है जो इन उत्पादों को क्रमशः 10 और 9 प्रति उत्पाद पर बेचकर प्राप्त की जाती है अब समस्या को देखने का एक अन्य तरीका है इसे इसी वजह से शैडो प्राइस कहा जाता है अब मैं मानता हूं कि मैंने यह थोड़ा विश्लेषण किया है और मुझे समझ में आया है कि अगर मैं इसे थोड़ी मात्रा δ से बढ़ाता हूं तो आय 2δ तक बढ़ जाएगी उदाहरण के लिए यदि 21 22 हो जाता हैं तो मैं देखूंगा कि 66 68 हो जाएगा इसलिए मुझे पता है कि इस रिसोर्स की 1 अतिरिक्त इकाई आय में 2 की वृद्धि कर सकती है हम मान लेते हैं मैं बाजार जाता हूं इस रिसोर्स की अतिरिक्त इकाई खरीदने के लिए इसलिए जब मैं बाजार जाता हूं और रिसोर्स की इस अतिरिक्त इकाई को खरीदता हूं तो अब मैं एक चीज के बारे में स्पष्ट हूं अगर मैं इस रिसोर्स को खरीदता हूं तो मुझे पता है कि यह रिसोर्स आय 2 से बढ़ाने जा रहा है इस रिसोर्स की अतिरिक्त इकाई आय को 2 से बढ़ाने जा रही है इसलिए यदि यह रिसोर्स की अतिरिक्त इकाई मुझे 2 से अधिक खर्च कराने वाली है तो मैं इसे नहीं खरीदूंगा क्योंकि यदि मैं इसे 2 से अधिक के लिए खरीदता हूं तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है मेरी आय केवल 2 से बढ़ने वाला है इसलिए मैं इसे नहीं खरीदूंगा यदि मैं इसे 2 मे खरीदता हूं तो मुझे पता है कि मैं इसे 2 मे खरीद रहा हूं आय 2 अधिक होने वाला है और फिर मैं अतिरिक्त लाभ कमाऊंगा अब हमें यह समझना होगा कि मार्केट डुअल द्वारा किस तरह का प्रतिनिधित्व करता है और यदि मार्केट मेरे डुअल से अवगत है और यह समझता है कि इस रिसोर्स की मार्जिनल वैल्यू 2 है तो इस रिसोर्स की अतिरिक्त इकाई की कीमत भी 2 होगी इसलिए इष्टतम पर इस रिसोर्स के डुअल को मार्जिनल वैल्यू कहा जाता है इसे शैडो प्राइस भी कहा जाता है यह वह मूल्य है जिसमें मैं उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीद सकता हूं इसलिए इसे इष्टतम पर रिसोर्स का शैडो प्राइस या मार्जिनल वैल्यू कहा जाता है हमें छोटी चीज को भी समझने की जरूरत है अब क्या यह सच है कि अगर मुझे पता है कि इस संसाधन की 1 इकाई आय को 2 से बढ़ाने जा रही है तो क्या मैं इस संसाधन की 1 और इकाई को जोड़ सकता हूं और उसी दर से आय में लगातार वृद्धि कर सकता हूं जवाब है नहीं गणितीय रूप से यदि δ 1 है तो RHS 22 होगा और 66 68 होगा क्या यह 100 के बराबर डेल्टा के लिए सच होगा इसका उत्तर नहीं है क्योंकि जब हम इस डेल्टा मात्रा को कुछ बिंदु पर बढ़ाते रहेंगे तो आधार में परिवर्तन होगा यही कारण है कि जब हमने शुरुआत की तो हमने कहा कि माने X1 और X2 बुनियादी है कुछ बिंदु पर जब हम इन डेल्टाओं को लगातार जोड़ते रहेंगे तो आधार बदल जाएगा और इसलिए यह आनुपातिकता नहीं होगी और पूरा डुअल यह एक नए डुअल समाधान में परिवर्तित होगा और फिर उस नए डुअल समाधान का इंटरप्रिटेशन होगा एक अभ्यास के रूप में एक व्यक्ति 21 रखने के बजाय 40 जैसे बड़े मूल्य को रखने की कोशिश कर सकता है और फिर हम देखेंगे कि कुछ अन्य समाधान सामने आए हैं और हम X1 और X2 दोनों नहीं बना रहे हैं यही कारण है कि डुअल इंटरप्रिटेशन में इष्टतम शब्द का उपयोग किया जाता है तो इसका मतलब इष्टतम पर रिसोर्स का मूल्य है इसलिए अगर मेरे पास उस बिंदु से एक इष्टतम समाधान है अगर मैं एक छोटा δ जोड़ना चाहता हूं यह योग्य है और इसलिए यह वह कीमत है जिसे हमें उस रिसोर्स की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने के लिए भुगतान करना होगा अब एक और उदाहरण लेते हुए इस पर आगे चर्चा करते हैं आइए हम इस उदाहरण को लेते हैं जिसे हमने पहले कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस को समझने के लिए देखा था और हम इस उदाहरण का उपयोग करने वाले प्राइमल से डुअल के इष्टतम समाधान प्राप्त करने का विचार करते हैं अब इस इष्टतम समाधान के लिए डुअल यहाँ लिखा गया है हम यह भी जानते हैं कि यह Z 18 वास्तव में इष्टतम समाधान है व्यवहार्य समाधान से अधिक यह इष्टतम समाधान है तो इसके लिए इष्टतम समाधान Z 18 है तो u1 u2 u3 भी दिए गए हैं अब कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस को लागू करते हैं और डुअल समाधान को समझने का प्रयास करते हैं अब डुअल समाधान Y1 1 Y2 1 है 7 11 18 अतः प्रत्येक इकाई का मूल्य 1 संभव है और इसलिए इष्टतम है अब क्या होता है अब हम देखते हैं कि अगर मैं समाधान X1 3 X2 2 को लागू करता हूं अब 3 4 7 u1 0 के बराबर है इसलिए u1 0 आवश्यक Y1 समाधान में है और हमें Y1 1 u1 0 मिलता है अब u1 0 का क्या अर्थ है इसका मतलब है कि रिसोर्स 7 पूरी तरह से इष्टतम पर उपयोग किया गया है इसलिए जब इष्टतम समाधान पूरी तरह से इस रिसोर्स का उपयोग करता है तो डुअल का मान होता है और Y1 1 तो रिसोर्स की एक अतिरिक्त इकाई को एक निश्चित मूल्य पर जो 1 होता है पर खरीदा जाना आवश्यक है अब यदि मैं तीसरा कंस्ट्रेंट 4X1 5X2 u3 26 लेता हूं तो X1 3 X2 2 जिसका अर्थ है 12 10 22 तो u3 4 जिसका अर्थ है कि इस रिसोर्स की 4 इकाइयाँ उपलब्ध हैं और यह रिसोर्स 26 पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है तो समाधान में स्लैक वैरिएबल है जिसका मतलब है कि रिसोर्स पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है जब समाधान में स्लैक वैरिएबल होता है तो u3 समाधान में है Y3 0 है Y3 0 हो जाता है इस समाधान में Y3 0 है यह भी स्पष्ट है क्योंकि जब Y1 1 Y2 1 को प्रतिस्थापित किया जाता है तो Y3 को 0 होना चाहिए इसलिए जब यह तीसरा रिसोर्स पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है जिसका अर्थ है कि u3 समाधान में है तो करेस्पॉन्डिंग डिसीजन वेरिएबल Y3 0 है इसका मतलब है इस रिसोर्स तीसरे रिसोर्स की मार्जिनल वैल्यू 0 है तो हमें एक प्रश्न पूछना होगा क्या तीसरे रिसोर्स की मार्जिनल वैल्यू 0 हो सकती है इसका उत्तर है हां क्योंकि यह रिसोर्स पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है इसलिए जब मैं पहले प्रोडक्ट के 3 और दूसरे प्रोडक्ट के 2 बना रहा हूं तो मैंने इस रिसोर्स का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है कुछ रिसोर्स मेरे पास पहले से उपलब्ध हैं हालांकि मैं उस अतिरिक्त डेल्टा खरीदने के लिए कीमत चुकाने के लिए बाजार में नहीं जाऊँगा मैं इसके बजाय इसका उपयोग करूंगा जो मेरे पास है इसलिए विशेष रूप से इस अतिरिक्त रिसोर्स के साथ कोई मूल्य जुड़ा नहीं है यही कारण है कि हम इष्टतम पर रिसोर्स की मार्जिनल वैल्यू का उपयोग करते हैं यदि हम ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन की तुलना करते हैं तो वह 18 के समान हैं तो 26 x 0 18 अब क्या इसका मतलब यह है कि यह 26 रिसोर्सेज का प्रति शेयर मान 0 है उसका कुछ मान है लेकिन अगर मैं इसे इष्टतम समाधान के दृष्टिकोण से देखता हूं क्योंकि यह पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है तो मुझे एहसास होता है कि मैं एक लागत पर अतिरिक्त आइटम खरीदने के लिए बाजार नहीं जाऊंगा इसलिएइष्टतम पर इस संसाधन का शैडो प्राइस 0 है और मार्जिनल वैल्यू भी 0 है इसलिए जब एक रिसोर्स का उपयोग पूरी तरह से होता है तब स्लैक 0 होता है डुअल की एक वैल्यू होती है जब रिसोर्स का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है तो स्लैक धनात्मक होता है और इष्टतम पर डुअल की मार्जिनल वैल्यू नहीं होती है तो इसे ही डुअल का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन कहा जाता है अब हम लीनियर प्रोग्रामिंग के एक और पहलू पर जाते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिथ्म को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम सिम्प्लेक्स और डुअल सिम्प्लेक्स को भी फिर से देखेंगे जो कि प्राइमल और डुअल के समाधान को समझने और इंटरप्रिटेशन में सहायक होगा तो आइए हम इस समस्या पर जाएं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जिसे हमने पहले ही देख लिया है 7X1 5X2 0X3 0X4 को मिनिमाइज करें अब X1 X2 ≥ 4 5X1 2X2 ≥10 तो हमारे पास 2 ऋणात्मक स्लैक वैरिएबल के रूप में X3 और X4 है इसलिए जब हमने सिम्पलेक्स किया तो हमने इसमें 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़े और हमें 6 वेरिएबल प्रॉब्लम मिली हमने बिग M का उपयोग किया और हमने इसे किया अब हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं तो यह हमारी पहली टेबल है तो क्या हुआ मैंने X1 X2 X3 0X4 4 5X1 2X2 0X3 0X3 1X4 10 प्राप्त करने के लिए पहले कंस्ट्रेंट को माइनस 1 से गुणा किया है दूसरे कंस्ट्रेंट को 1 से गुणा किया है अब तक जब हमने सिंप्लेक्स किया है तो हमने कभी भी RHS की नेगेटिव वैल्यू का उपयोग नहीं किया है यदि हमारे RHS की तरफ एक नेगेटिव वैल्यू है तो हमें RHS को नॉन नेगेटिव प्राप्त करने के लिए 1 के साथ गुणा करना होगा और उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे अब हम उस मान्यता का उल्लंघन कर रहे हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के संबंध में उस मान्यता का उल्लंघन कर रहे हैं अब ऐसा करने से मुझे X3 और X4 के लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है इसलिए यदि मैं X3 और X4 को बेसिक वेरिएबल के रूप में रखता हूं तो मुझे एक अव्यवहार्य समाधान मिलेगा लेकिन मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मौजूद है तो चलिए हम देखते हैं कि क्या करना हैं इसलिए अब हम X3 और X4 को शुरुआती समाधान के रूप में रखते हैं क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरे पास X3 4 X4 10 है जो कि अव्यवहार्य है और फिर ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन वैल्यू सभी cb 0 है अब मैं करता हूं वैल्यू 7 5 0 और 0 हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं एक डैश लगाता हूं अब हमने कुछ ऐसा किया है जो हमने पहले कभी नहीं किया RHS वैल्यू ऋणात्मक हैं और इसलिए यह अव्यवहार्य है लेकिन अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखते हैं तो जो हमने बिग M मेथड में किया है वह वास्तव में आर्टिफिशियल वेरिएबल को समाधान में डालकर देखा तो वास्तव में यह समाधान संभव नहीं था यही कारण है कि हमने ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन का मूल्यांकन नहीं किया इसलिए अब हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम स्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं कि यह RHS वैल्यू को ऋणात्मक रखते हुए अव्यवहार्य है बिग M विधि में हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाए जो एक धनात्मक मान या पॉजिटिव वैल्यू लेते थे लेकिन मूल निहितार्थ यह था कि समाधान अभी भी संभव नहीं था अब हम स्पष्ट रूप से अव्यवहार्यता को समझ रहे हैं लेकिन हमें कुछ दिलचस्प भी लगता है क्योंकि यह एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसे हम मैक्सीमाइजेशन प्रॉब्लम में बदलते हैं ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को एफिशिएंट 7 और 5 हैं 7 और 5 हैं अब यदि हम RHS को देखकर और को देखते हुए सिम्पलेक्स को समझते हैं तो देखें क्या होता है RHS अव्यवहार्य हैं RHS अव्यवहार्य हैं क्योंकि मेरे पास RHS की तरफ ऋणात्मक मान नेगेटिव वैल्यू है लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मैं की नेगेटिव वैल्यू से खुश हूँ 7 5 0 और 0 तो अगर किसी कारण से ये 2 पॉजिटिव या धनात्मक थे तो यह 7 5 0 0 मुझे बताएंगे कि यह इष्टतम है अब हमने यह भी देखा है कि यह प्राइमल की व्यवहार्यता का प्रतिनिधित्व करता है यह प्राइमल के संबंध में इष्टतमता का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन दोहरे के संबंध में व्यवहार्यता और हमने यह भी देखा कि नेगेटिव डुअल का प्रतिनिधित्व करता है तो अब यह इंटरप्रेट किया जाता है कि क्योंकि डुअल 7 और 5 के साथ व्यवहार्य है डुअल संभव है v1 v2 v1 7 v2 5 डुअल व्यवहार्य है लेकिन प्राइमल अव्यवहार्य है तो हम क्या करते हैं हमें इस प्राइमल को व्यावहारिक बनाना होगा तो इस प्राइमल को व्यावहारिक बनाने के लिए एक अथवा दोनों नेगेटिव को बाहर करना होगा तो हम पहले उस वेरिएबल को खोजते हैं जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है और फिर उसे बाहर करते हैं तो यहाँ हम विपरीत कर रहे हैं हम पहले वेरिएबल को बाहर भेजते हैं और फिर जिस वेरिएबल को लाना होता है उसकी गणना उस अनुपात से की जाती है जो अब पंक्तिबद्ध रूप से किया जाएगा तो 7 5 5 2 तो छोटी संख्या 75 है तो वेरिएबल X1 समाधान में आता है छोटा θ आता है यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि पिवट नेगेटिव होनी चाहिए इसलिए जब हम विभाजित करते हैं तो हम केवल नेगेटिव कोएफिशिएंट के साथ विभाजित करते हैं उदाहरण के लिए हम यह 0 से 1 विभाजित नहीं करते हैं नेगेटिव कोएफिशिएंट के साथ विभाजित करते हैं ताकि पिवट एलिमेंट नेगेटिव क्वांटिटी हो पिवट एलिमेंट नेगेटिव क्यों होना चाहिए यदि पिवट एलिमेंट नेगेटिव है तो आप अगले इटरेशन में देखेंगे यह पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए हम अगले इटरेशन को इस प्रकार दिखाते हैं तो यह हमारी अगली इटरेशन है हमने कहा कि यह पिवट एलिमेंट है यह पिवट एलिमेंट नेगेटिव है तो यह हमारी अगली इटरेशन है तो वेरिएबल X1 वेरिएबल X4 को बदल देता है तो X3 और X1 0 और 7 समाधान में हैं इसलिए फिर से हम 2 की RHS वैल्यू और इन वैल्यू को प्राप्त करने के लिए 5 द्वारा विभाजित पिवट एलिमेंट के प्रत्येक एलिमेंट को पिवट एलिमेंट की प्रत्येक पंक्ति से विभाजित करते हैं अब आप देखेंगे कि यह नोन नेगेटिव वैल्यू के साथ व्यवहार्य बन गया है फिर से रो ऑप्रेशन करेंगे मुझे यहां 0 की आवश्यकता है तो 1 1 0 1 25 35 है और इसी प्रकार अन्य और मुझे 4 2 2 मिलता है अब मैं Cj Zj की गणना करता हूं जो कि 0 115 0 और 75 हैं अब एक बार फिर से मैंने देखा कि ठीक है डुअल वास्तव में व्यवहार्य है इस वजह से प्राइमल अव्यवहार्य है डुअल व्यवहार्य है क्योंकि ये सभी वैल्यू नेगेटिव हैं का नेगेटिव ही डुअल है तो मैं अब वापस जाता हूं और इस वैरिएबल को बाहर करता हूं इस वैरिएबल को पहले बाहर जाना होगा X3 पहले बाहर करते है अनुपात की गणना करते है 115 35 113 याद रखें यह पहले बाहर जाता है यह तीर पहले आना चाहिए और फिर यह तीर आना चाहिए यह पहले निकलता है इस एल्गोरिथ्म में लीविंग वैरिएबल पहले आता है एंट्रीग वैरिएबल बाद में आता है तो 115 35 113 है और 75 15 7 है एक बार फिर हम केवल नेगेटिव वैल्यू के साथ विभाजित करते हैं छोटा वाला 113 होता है अतः वैरिएबल X2 समाधान में आता है अब हम एक और इटरेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है तो अब यह पिवट है तो आपका पिवट यह वह वैरिएबल है जो अंदर आता है यह आपका पिवट है तो X2 ने वैरिएबल X3 को बदल दिया है तो आपके पास X2 X1 है आपके पास ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन वैल्यू हैं अब इसे पिवट एलिमेंट 0 1 53 13 और 103 से विभाजित करते हैं अब मुझे यहां 0 चाहिए यह 1 25 गुना 0 है इन ऑपरेशनस को जारी रखेंगे तो 23 मिलेगा अब 0 0 113 माइनस 23 हैं अब आप देखते हैं कि इस समाधान में डुअल व्यवहार्य है प्राइमल भी व्यवहार्य हो गया है इसलिए यह इष्टतम है इसलिए यह 643 के साथ इष्टतम है क्योंकि हमने एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में बदल दिया है वास्तविक वैल्यू 643 है X1 23 X2 103 643 है तो इस एल्गोरिथ्म को डुअल सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म कहा जाता है इसे डुअल सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म कहा जाता है जहां हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का उपयोग नहीं करते हैं अब इसे डुअल सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म क्यों कहा जाता है यदि आप इस एल्गोरिथ्म को ध्यान से देखते हैं इटरेशनस के माध्यम से डुअल व्यवहार्य था इष्टतम स्थिति संतुष्ट थी नेगेटिव थे तो डुअल व्यवहार्य था प्राइमल अव्यवहार्य था इसलिए हम प्राइमल को व्यवहार्य बनाने की कोशिश कर रहे थे और एक बार जब यह व्यवहार्य हो गया तो यह इष्टतम है एक नियमित सिंप्लेक्स में आप देखेंगे कि प्राइमल हमेशा व्यवहार्य होगा की पॉजिटिव वैल्यू होंगी इसलिए डुअल अव्यवहार्य थे और हम डुअल व्यवहार्य बना रहे थे और एक बार जब सभी नेगेटिव थे तो हमें इष्टतम समाधान मिला डुअल सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म में डुअल हमेशा व्यवहार्य होता है प्राइमल अव्यावहारिक है एक बार जब प्राइमल व्यवहार्य हो जाता है तो यह इष्टतम हो जाता है तो सिम्पलेक्स और डुअल सिंप्लेक्स विचारों को एक साथ रख कर हम लिनियर प्रोग्रामिंग प्रोबलम को बहुत प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं तो इस क्लास में हम यह समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे कि हम इन दोनों सिद्धांतों का उपयोग कैसे कर सकते हैं और इसके इंप्लीकेशन क्या हैं और जब हमारे पास डुअल सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म हैं तो हम डुअल सॉल्यूशन को कैसे देखते हैं या डुअल सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म से हम डुअल सॉल्यूशन को कैसे देखते हैं हम अगली क्लास में उन पहलुओं को देखेंगे